बायोइनफॉर्मेटिक्स इस लेक्चर में हम फीचर्स या पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज के बारे मेंजिन्हें प्रोटीन सीक्वेंस से डीराइव किया जाता है देखेंगे पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था छात्र फाइलोंजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन सही ट्री क्या है यह रिलेशनशिप है यह रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेशन है तो अलग अलग सीक्वेंस के बीच रिलेशनशिप देखी जाती है जैसे हम प्रोटीन सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस देखते हैं इसके अलावा हम टाइम भी देखते हैं जो एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस के इवॉल्व होने में लगता है तो फाइलों जेनेटिक्स ट्री को बनाने के अलग अलग तरीके हैं कौन सी सामान्य विधि अधिकतर उपयोग होती है Student UPGMA UPGMA विधि हम यहां पर ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं हम पांच डिफरेंट सीक्वेंसेस लेते हैं जिससे हम ट्री का निर्माण करते हैं तो इस केस में A औरC कॉमन हैं औरD औरE कॉमन है इसके पश्चातB औरA C एक दूसरे के लिए कॉमन है हम ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसी के आधार पर वेट एसाइन करते हैं यह भी पॉसिबल है की एक और इंटरनल नोड ACB इस पॉइंट पर हो और आप इसे वेट के आधार पर पुनः कैलकुलेट करें आप ट्री कंस्ट्रक्शन की कौनसी और दूसरी विधियां है छात्र" नेबर नेबर जॉइनिंग मेथड मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड आदि इसके बाद हमने प्रोग्राम डिस्कस किया जिसका उपयोग ट्री कंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है प्रोग्राम का नाम क्या है छात्र फिलिप फिलिप के लिए कौन सा इनपुट लिया जाता है छात्र मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए आपMAFFTका उपयोग कर सकते हैं आप फिलिप को सीधे इनपुट देकरट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हमने बूटस्ट्रैपिंग मेथड भी डिस्कस की थी यह विधि परफॉर्मेंस को मैसेज करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं यह रेंडम सेंपलिंग के कई सेट बनाने के लिए उपयोग होती है इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस पर फोकस करेंगे हमें सीक्वेंस कहां मिलेंगे UniProt डाटाबेस के द्वारा मैं यहां बोविन की हिमोग्लोबिन चैन ले रहा हूं तो यह अमीनो एसिड सीक्वेंस है इसे मैं सिंगल लेटर कोड में दे रहा हूं आप सभी सिंगल लेटर कोड के बारे में जानते हैं यह अमीनो एसिड सिक्वेंस है इसे प्रत्येक रेसिड्यू के लिए एक सिंगल लेटर कोड दिया जाता है तो हमारे पास सीक्वेंस है इन सीक्वेंस से हम कौन सी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं इस सीक्वेंस को देखिए यह अलग अलग अमीनो एसिड के विशेष कॉमिनेशन है तो UniProtडेटाबेस मैं सीक्वेंसेस में सिमिलरिटी डिफरेंस है देखेंगे यदि यह समान या अलग अलग है तो इसे कैसे इंफर किया जाएगा इसकी 3D स्ट्रक्चर या बाइंडिंग साइट कैसे पता चलेगी इसे पता करने के लिए कौन से पैरामीटर कैलकुलेट किए जाएंगे छात्र फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेन्स यह बहुत आसानी से अकाउंट हो सकती है इसमें हम इसमें हम कितनी बारA आया और कितनी बारD या C या अन्य आए देख सकते हैं Student Twice उदाहरण के तौर पर यदि पेप्टाइड देखें तो यह रियल सीक्वेंस नहीं है तो यहां में यह दे रहा हूं जिससे आप एमिनो एसिड रेसिड्यू को आसानी से काउंट कर सकते हैं इस विशेष पेप्टाइड पर तोA पर कितने पेप्टाइड हैं छात्र एक E पर दो हैं दो यह कोई भी सीक्वेंस देने पर यही नंबर देगा और इन नंबर को मिलाओ तो हम देखेंगे कि कौन से मिल रहे हैं तो यह रियल अमीनो एसिड सीक्वेंस है यह प्रोटीन है तो यहां यदि आप अमीनो एसिड सीक्वेंस देखें A कितनी बार इस सीक्वेंस में आ रहा है 15टाइम्स यदि आप अलग अलग अमीनो एसिड रेसिड्यू देखें तो कुछ बार बार और कुछ बहुत कम वार दिखाई दे रहे हैं उदाहरण के तौर पर दूसरे और कौन से अमीनो एसिड ज्यादा बार दिखाई दे रहे हैं छात्र valine leucine 18 बार तो यह अमीनो एसिड प्रोटीन सीक्वेंस में बार बार आते हैं उदाहरण के तौर पर यहां कुछ अमीनो एसिड जैसे cystine और tryptophane और methionine केवल दो बार आते हैं तो यदि आप कई सीक्वेंस देखें तो आपको पेटर्न्स में भिन्नता दिखाई देगी जैसे इस पार्टिकुलर सीक्वेंस मैं मुख्यतः हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज ala ninelysineदिखाई दे रहे हैं यह 15 बार18 बार तक है इस इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास दो सीक्वेंसेस है इसमें से एक छोटा लेंथ का जैसे100 रेसिड्यूज का और दूसरा बड़ी लेंथ जैसे1000 रेसिड्यूज का है तो यहां पर हम आवृत्ति याOCCURENCE मैं भिन्नता देखेंगे छोटे सीक्वेंस में कम और बड़े सीक्वेंस जहां1000 रेसिड्यूज है यह ज्यादा होगी कम से कम10 बार अब हम इन दो को कंपेयर करें तो क्या होगा छात्र लंबी श्रंखला में ज्यादा एमिनो एसिड होंगे इसे नॉर्मलाइज करने के लिए हमें सीधे कंपेयर करना पड़ेगा यहां पर नॉर्मलाइज करने के लिए किस फैक्टर को देखना होगा छात्र लेंथ या लंबाई सही क्योंकि पहले केस में 100 रेसिड्यूज है और दूसरे में1000 है तो यदि आप लंबाई को नॉर्मलईज करते हैंतो हमें कुछ अमीनो एसिड का विशेष प्रोटीन के साथ महत्त्व देखना होगा तो इस केस में हम कंपोजीशन टर्म का उपयोग करेंगे तो कंपोजीशन आपको अमीनो एसिड अकेरेंस के नॉर्मलइज़ड वैल्यू दे देता है तो यह अमीनो एसिड के आवश्यक रूप से नंबर है जिन्हें अकरेन्स कहते हैं इसे टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यू से विभाजित करते हैं तो तो हम अमीनो एसिड कंपोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं इसेI से प्रदर्शित करते हैं यहΣni 100N के बराबर होती है प्रत्येक रेसिड्यू के लिए आप I कैलकुलेट करते हैं और आप ni भी ज्ञात कर सकते हैं इसे100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज भी प्राप्त कर सकते हैं किसी विशेष रेसिड्यू के लिए आप इसेN से डिवाइड कर I प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर alanine कंपोजीशन ऑफ अलनीन इस पूरे सीक्वेंस में एन से डिवाइड करने पर आप यदि परसेंटेज जाना चाहे तो हंड्रेड से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो i का उपयोग डिफरेंट रेसिड्यू को दर्शाने में होता है जैसे alanine aspartic acid और valine तो इस तरह 20 डिफरेंट रेसिड्यूज के लिए इसे देख सकते हैं तोN रेसिड्यू काटोटल नंबर है यह आकरेन्स को नॉरमलीज़िंग के लिए उपयोग होता है आप सम्मेशन लेते हैं और इन्हें सभी रेसिड्यू के लिए उपयोग करते हैं किंतु आप टोटल लेकर हंड्रेड परसेंटएज लेंगे तो आपALANINE का कंपोजिशन ले सकते हैं यह15 रेसिड्यू के रूप में कैलकुलेट होता है इसे 100मल्टीप्लाय कर 147 से डिवाइड करते हैं तो यह वैल्यू 102 प्राप्त हो जाती है यदि हम यह एग्जामपल ले तो alanine मैं कितने प्रोटीन होंगे छात्र 15 इसे 147 डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टिप्लाई करते हैंvaline का कंपोजीशन क्या है छात्र 18 Student 100 आप किसी भी विशेष रेसिड्यू का प्रोटीन में कंपोजीशन याद कर सकते हैं चाहे यह100 या1000 हो आप कंपोजीशन हंड्रेड में देखेंगे 100 सही तो यदि हंड्रेड रेसिड्यू या वन थाउजेंड रेसिड्यू प्रेजेंट हो इसे हम chain लेंथ से normalize करें तो हम टोटल वैल्यू 100 पाएंगे इस स्थिति में आप प्रत्येक अमीनो एसिड रेसिड्यू को सीधे कंपेयर कर सकते हैं इसमें चाहे एक50 का और दूसरा150 का हो तो हम लेंथ को नॉरमलीज़ कर occurence कंपेयर कर सकते हैं प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और कंपोजीशन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है यदिआप कोई सीक्वेंस दे उदाहरण के तौर पर मैंने एक सीक्वेंस दिया है तो मैं कंपोजीशन को कैलकुलेट करता हूं हमें क्या इनपुट की आवश्यकता होती है छात्रसीक्वेंस हमें सीक्वेंस की जरूरत होती है और इसके अलावा छात्र लिस्ट आफ अमीनो एसिड कम से कम कितने अमीनो एसिड छात्र 20 यदि आप सीक्विंस को सिंगल लेटर कोड से प्रदर्शित करते हैं तो हमें अमीनो एसिड रेसिड्यू को सिंगल लेटर कोड के रूप में लिस्ट बना लेते हैं जिससे हम आसानी से मैच कर सके अब हमारे पास20 रेसिड्यूज है हमारे पास सीक्वेंस है सबसे पहले हम occurrence देखते हैं इसके लिए पहले सभी20 रेसिड्यू को जीरो तक नॉर्मलईस करते हैं तो हम अलनीन का नंबर जीरो और aspartic एसिड का भी 0है तो सभी केस के लिए हम0 रखेंगे तो हमें क्या करना होगा हमें तुलना करना होगी पहले सीक्वेंस A के लिए कंपेयर करेंगे इसके लिए एमिनो एसिड की लिस्ट चेक करेंगे इसकी तुलना में यदि मैच हो रहा है तो हम यहां array numberइसे ऐड करेंगे यहांA एक के बराबर है अब यदि आपI लेते हैं यह क्या A से मैच हो रहा है तो जब आप सभी अमीनो एसिड को सीक्वेंस से पास करते हैं तो यह कहां मैच कर रहे हैं आप काउंट कर लेते हैं तो अब हमारे पास सभी20 रेसिड्यूज हैं यह अमीनो एसिड OCCURENCE दे देंगे तो इन सभी20 अमीनो एसिड के लिए हमारे पास20 नंबर है अब हमें occurence देखना है इसके लिए हम क्या करेंगे छात्र इसे लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 रेसिड्यू की occurrence होगी इसे रेसिड्यू के नंबर से नॉर्मलाइज करेंगे यदि आप प्रत्येक रेसिड्यू 1 से20 नॉर्मलइस करेंगे तो प्रत्येक के लिए कंपोजीशन प्राप्त होगा यदि आप परसेंटेज में कंपोजीशन चाहते हैं तो इसे आपको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम सीक्वेंस लेते हैं और 20 अलग अलग अमीनो एसिड लेकर मैचिंग करते हैं यदि यह मैच हो गए तो हम नंबर इंक्रीज कर1 लिखते हैं क्योंकि हमने शुरुआत कर ली है और इसे हम आखरी सीक्वेंस तक करेंगे इस तरह हमें20 प्राप्त हो जाएगा अब इस20 अमीनो एसिड को nसे normalizeकरते हैं जिससे हमें कंपोजीशन प्राप्त हो जाता है इसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है तो दूसरे एग्जांपल मेंI का सीक्वेंस है इस अमीनो एसिड सीक्वेंस में कंपोजीशन कैसे प्राप्त किया जाए तो यहां आपके पास20 रेसिड्यू है आप इन रेसिड्यू से कंपेयर कर प्रत्येक रेसिड्यू के लिए नंबर प्राप्त कर लेंगे उदाहरण के तौर परG कितने बार है छात्र 5 5 1 2 3 4 5 सही औरD कितने बार छात्र 22 डी दो बार है इस तरह हमें20 रेसिड्यू की वैल्यू मिल जाती है यदि आप सभी को जोड़ ले तो आपको79 प्राप्त होता है यह OCCURRENCE है कंपोजीशन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा छात्र N से डिवाइड करना होगा तो प्रत्येक केस के लिएN से normalizeकरेंगे यहां N क्या है छात्र79 N की वैल्यू 79 है इस नंबर को प्राप्त कर इसे100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा अब यदि आपके पास सीक्वेंस के सेट हैं तो आप occurrenceकैलकुलेट कर लेंगे इसके साथ ही कंपोजिशन भी कैलकुलेट कर लेंगे तो आप प्रोग्राम भी लिख सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को दूसरे रिसोर्सेज से भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारे सर सॉफ्टवेयर लिटरेचर में उपलब्ध है यहां आप केवल अमीनो एसिड सीक्वेंस देंगे और आपको कंपोजीशन occurrence प्राप्त हो जाएगी तो एक सॉफ्टवेयर हैPIR यह क्या है छात्र Protein Information Resource इसे सीक्वेंस डेटाबेस के लिए डिवेलप किया गया है सही यह अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को कलेक्ट कर डेटाबेस डिवेलप करता है और जब डेटाबेस बन जाता है एनालिसिस करने के लिए और कुछ इंफॉर्मेशन के लिए इसे उपयोग किया जा सकता है अन्यथा डाटा को जोड़ा जा सकता है किंतु हमें डाटा का एनालिसिस चाहिए होता है क्योंकि हम इसके द्वारा सीक्वेंसेस मैं छुपी हुई इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे टूल विकसित किए इसे आप टेक्स्ट से सर्च कर सकते हैं आपBLAST का भी उपयोग कर सकते हैं तो यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं आप एनालिसिस के साथ जाएंगे यहां आपको टूल्स मिलेंगे जिनका उपयोग कर आप कंपोजीशन प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह हम विंडो पर कंपोजीशन देख रहे हैं UniProt identifierका उपयोग या आप अपने सीक्वेंस का उपयोग कर सकते हैं यदि आप अपने अमीनो एसिड सीक्वेंस लेते हैं तो आप इसे इंसर्ट करेंगे यह सिंगल लेटर कोड के रूप में होता है अब आपको सीक्वेंस प्राप्त हो जाएंगे यह आपका इनपुट है और यहां पर आपका SEQUENCE OCCURRENCEहै साथ ही कंपोजीशन भी है अमीनो एसिड रेसिड्यू को यहां पर रन करते हैं तो जैसे मैंने पहले प्रदर्शित किया की alanine 15 बाहर है कंपोजीशन102 है तो आप X axis और y axisपर सीक्वेंस देखेंगे किसी भी सीक्वेंस के लिए आप सीक्वेंस पेस्ट कर डाटा प्राप्त कर लेंगे इसके पश्चात आप मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे यह सबसे आसान है इसे कैसे ज्ञात करते हैं छात्र मल्टीप्लाई तो क्योंकि आपके पास डाटा है उदाहरण के तौर पर आपके पास 1 अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड और 3 अमीनो एसिड है इन्हें आप किस तरह से जोड़ेंगे छात्र पेप्टाइड इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होने पर बाहर क्या निकलेगा छात्र वाटर सही 2 अमीनो एसिड जोड़ने पर एक पानी क मॉलिक्यूल बाहर निकलता है यदिN रेसिड्यूज तो कितने वॉटर मॉलिक्यूल निकलेंगे छात्रN 1 N 1वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे तो इस स्थिति में यदि आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना चाहे सीक्वेंस में प्रत्येक रेसिड्यू के लिए हमें प्रत्येक का मॉलिक्यूलर वेट प्रताप पता है उदाहरण के तौर पर alanine 89 हैglutamic acid 147 methionine149tryptophan 204और इसी तरह से हमें वैल्यू पता है हमारे पास सीक्वेंस है तो हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं हमें केवल प्रत्येक रेसिड्यू के लिए एक वैल्यू चाहिए तो यहां पर कितनेalanine हैं and 1 T multiplied by Student 119छात्र 3 इसे89 से मल्टीप्लाई करेंगे Iएक बार है इसे किस से मल्टीप्लाई करेंगे छात्र 131T इसे 119 से मल्टिप्लाई करेंगे 267 यहां 267 आएगा यदि हम 5 अमीनो एसिड रेसिड्यू को जोड़ें तो हम कितने एलिमिनेट करेंगे छात्र 4 वॉटर मॉलिक्यूल इसे हम घटाएंगे अब यदि इसे मल्टीप्लाई करें तो यह18 से मल्टीप्लाई होगा हमें72 प्राप्त होगा तो उत्तर 517 72 होगा अर्थात445 तो यदि आपके पास कोई सीक्वेंस है तो उसका हम कंपोजीशन आवृत्ति और मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आवृत्ति है तो इसका उपयोग करn कैलकुलेट कर सकते हैं प्रत्येक रेसिड्यू के लिए वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहw होगा यह आपको पूरा सीक्वेंस दे देगा सीक्वेंस बनाने के लिए आपN 1 वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे तो आप 18 से सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि18 पानी का मॉलिक्यूलर वेट है अब हम किसी विशेष प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे अब मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी छात्र सीक्वेंस सही आप हमें सभी20 रेसिड्यू चाहिए हम इनकी आवृत्ति की गणना कर लेंगे इसे प्राप्त करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आवृत्ति पहले से पता है प्रत्येक आवृत्ति को वेट से मल्टीप्लाई कर समेशन प्राप्त कर लेंगे यह 1 से 20 तक है तो आप वेट लेकर18से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें4 प्राप्त होगा Gs और 2Ds और इसी तरह प्रॉपर एप्रोप्रियेट वेट को मल्टीप्लाई कर18से घटा देते हैं इस तरह करने से हमें यह नंबर प्राप्त हो जाता है आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे छात्र कंपोजीशन कंपोजीशन से सही यहां आवृत्ति की आवश्यकता होती है तो हम आवृत्तिप्राप्त करेंगे हम प्रत्येक अमीनो एसिड रेसिड्यू की वैल्यू जानते हैं हमें मॉलिक्यूलर वेट भी मालूम है तोn w इससे पानी के मॉलिक्यूलर वेट को घटाने से यह18 के बराबर होगा तो यदि आप सभी रेसिड्यूज के लिए वैल्यू निकालें और कैलकुलेट करें और अंत में आपके पास 8129 नंबर आएगा अब आप एवरेज प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास कंपोजीशन occurrence और मॉलिक्युलर वेट हैयदि हमारे पास आवृत्ति है तो यह कई प्रॉपर्टी को प्रभावित करेगी उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास नंबर ऑफ चार्ज रेसिड्यू जैसे एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड या lysine या आर्जिनिन है तो तो आप कह सकते हैं की प्रोटीन हाईली charged है चाहे वह एसिडिक या बेसिक हो यदि हमारे पास हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू का नंबर ज्यादा हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह प्रोटीन ए है और प्रोटीन बी से ज्यादा हाइड्रोफोबिक है यदि हम डिफरेंट सीक्वेंसेस कंपेयर करें तो हम अमीनो एसिड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को उपयोग करेंगे इन वैल्यू से हमें पूरे प्रोटीन की एवरेज वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और आप यहां बता पाएंगे कि प्रोटीन किस प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है यह ज्यादा है या कम उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास सीक्वेंस1 और सीक्वेंस2 हैATKT औरRSTV यह दोनों हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर बिहेव करते हैं तो हम यहांVA औरTS लिखें आप यहां सीक्वेंस नंबर1 देखें तो20 डिफरेंट एमिनो एसिड रेसिड्यूज के लिए20 डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होती है या तो पोलैरिटी या चार्ज या हाइड्रोजन बॉन्ड रेसिड्यू के साथ बनाने की प्रवृत्ति इन 20 रेसिड्यू में कौन सा पोलर रेसिड्यू है यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देगा रेसिड्यू कहां तक फ्लैक्सिबल है कुछ रेसिड्यूज बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं कुछ rigid होते हैं प्रत्येक रेसिड्यू में रोटेटेबल बॉन्ड होते हैं इसी तरह से प्रत्येक अमीनो एसिड रेसिड्यू की रेसिड्यू की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है तो यदि आपके पास वैल्यू है तो नंबर को पूरे सीक्वेंस मैं समअप कर लेते हैं इसके द्वारा पूरे प्रोटीन के कैरेक्टरस्टिक फीचर जो उसकी विशेष प्रॉपर्टी बताते हैं देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास सीक्वेंस1 और सीक्वेंस2 है और इनमें से कौन सा हाइड्रोफोबिक है तो यदि हमारे पास 20 रेसिड्यूज है उदाहरण के तौर पर मैं अमीनो एसिड को चार ग्रुप में विभाजित करता हूं पहला हाइड्रोफोबिक दूसरा हाईली हाइड्रोफोबिक और तीसरा पोलर चौथा चार्ज हाइड्रोफोबिक के लिए आप1 लिखेंगे यदि हाईली हाइड्रोफोबिक हो तो 2 जैसेisoleucine leucine valine or tryptophan चार्ज के लिए 2 और पोलर के लिए 1 तो आप सीक्वेंस1 के लिए क्या वैल्यू होगी A1बराबर होगा बराबर होगा 2 के T बराबर होगा 1 के V वी बराबर होगा2 केA बराबर होगा1 के तो यह3 30 यह 3 के बराबर है आप सेकंड सीक्वेंस देखें यहांR 2 1 12 1 1यह कितने के बराबर होगा छात्र 4 4 तो इन दो सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं पहला हाईली हाइड्रोफोबिक है तो यदि हमारे पास कोई भी प्रोटीन सीक्वेंस हैं हम उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां हमने नंबर12 2 1 दिए हैं किंतु हमारे पास वास्तव में20 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त हुए हैं यह चाहे octanol एक्सपेरिमेंट वॉटर एक्सपेरिमेंट इथेनॉल वॉटर एक्सपेरिमेंट जो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी या कंप्यूटेशनल DERIVED स्केल है अमीनो एसिड रेसिड्यू में बहुत सारी कंप्यूटेशनली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है हम एग्जैक्ट वैल्यू के द्वारा किसी भी प्रोटीन की एवरेज प्रॉपर्टी देख सकते हैं तो हमारे पास दो सीक्वेंस हैं अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन का उपयोग करके n क्या है छात्र कंपोजीशन किसी भी रेसिड्यू की आवृत्ति है hpअर्थात आप हाइड्रोफोबिसिटीi देखेंगे इसके द्वारा आप औसत प्राप्त करेंगे और इसेN से नॉर्मलाइज़ करेंगेN क्या है रिड्यूस के नंबर तो इस इक्वेशन को लेने पर कितने A होंगे छात्र 1 छात्र 1 A 1 औरM E N और L D M 2 E 1 D 1 N 2 S 1 R 1 तो हम नंबर तो ग्रुप में विभाजित कर लेंगे यदि आप देखें NPQST यहांS N 1 है तो 2 1 3 अब इस ग्रुप को देखेंD E H K R पहले ग्रुप में D E H नहीं है तो123 3 6 यहां इसके अलावा और क्या है ACGMYएक है और यह 2 है यह 3 के बराबर है L 1 यह है तो टोटल वैल्यू 4 के बराबर है एवरेज 04 है यह 4 को2345678910 डिवाइड करने से प्राप्त होता है आप यहां पर सेकंड सीक्वेंस ले सकते हैं यहां परA कितनी बार है छात्र3 Student 2 Student 1 L औरY छात्र L दो बार तथा Y 1 बार Student 3 1 2 3 and V Student 1 छात्रM 3 बार 1 2 3 और V 1 बार Student 13 तोACGMYको देखें तो यह3 6 7 7 17 तो1 1 7 आपL औरV 2 है तो२1 3 ३2 6 यह कितना होगा छात्र 13 13सही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1013 तो इन 2 सीक्वेंस में एक सीक्वेंस o4 और दूसरा13 है तो हम इन वैल्यू से क्या समझते हैं तो2 सीक्वेंस पहले सीक्वेंस से ज्यादा हाइड्रोफोबिक है तो हमारे पास कुछ प्रोटींस है जो ज्यादा हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट को पसंद करते हैं जैसे ट्रांस मेंब्रेन हेलीकल प्रोटीन तोयदि आपके पास कुछ सीक्वेंसेस हैं जो मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिक है तो यह प्रोटीन ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं तो इस तरह आपके पास अलग अलग सीक्वेंस है आप अलग अलग फीचर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना केवल हाइड्रोफोबिसिटी बल्कि दूसरे अन्य फीचर्स अब इन फीचर्स को कंपेयर कर यह देख सकते हैं कि यह किस प्रोटीन में उपलब्ध है और इनका कार्य क्या है यदि यह पूरी तरह सेannotated नहीं है तो यह ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन याDNA बाइंडिंग प्रोटीन हो सकते हैं तो इस केस में यह प्रॉपर्टीज विशेष महत्वपूर्ण होती है इनका उपयोग कर सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है और सारे कैरेक्टर कैलकुलेट किए जा सकते हैं